हेलो माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स के चौथे सप्ताह मैं आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल मैं हमने रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट और वी एस डब्लू आर के सिद्धांतों को समझा इस मॉड्यूल मैं हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओ को समझेंगे जिसे स्मिथ चार्ट कहा जाता है जैसा की हम पिछले मॉड्यूल मैं चर्चा कर चुके हैं जैसे ही हम लोड से दूर हटते हैं हम एक क्लॉकवाइज रोटेशन पार करते हैं एक कांस्टेंट भिन्न चक्रों के साथ अतः स्मिथ चार्ट का सिद्धांत इस मज़ेदार घटना से उत्पन्न हुआ है जो कि हम ट्रांसमिशन लाइन्स मैं देखते हैं परन्तु जैसे ही हम लोड की तरफ या उससे दूर जाते हैं रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट का मैगनीट्यूड कांस्टेंट ही रहता है और फेसर बदलता रहता है अब स्मिथ चार्ट जिसे हम Z प्लेन से गामा प्लेन के इम्पीडेन्स का बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं जैसा की आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं हालाँकि मैं इसे बिलेनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूँ यह फार्मूला रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट के फॉर्मूले के अनुरूप है अतः स्मिथ चार्ट वस्तुतः Z इम्पीडेन्स का रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट में रूपांतरण है सामान्यतः हालाँकि गामा दिया होता है ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन को इसी तरह व्यक्त करना ज्यादा सुविधाजनक होता है अब Z अपॉन Z0 मैं इसे नार्मलाईस्ड इम्पीडेन्स कहता हूँ और Z से दर्शाता हूँ तो अब गामा बराबर है z 1 अपॉन z1 के और यदि मैं इन कांस्टेंट को प्लाट करता हूँ तो रेजिस्टेंस लाइन्स को लाल लाइन्स से दर्शा रहा हूँ और ये हरी लाइन्स प्रदर्शित कर रही है जिन्हे हम कह रहे है रिएक्टेंस लाइन्स यदि इन लाइन्स के लिए अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो ये हरी और लाल लाइन्स ट्रांसफॉर्म हो जायँगी इन सर्कल्स में ये लाल और ये हरे सर्कल्स ये हरी बिन्दुदार लाइन्स वास्तव में सर्कल्स के हिस्से हैं अब Z के लिए मान लेते हैं x 1 के बराबर है मुझे इस तरीके का सर्किल मिलेगा x अगर 05 के बराबर है तो इस तरीके का सर्किल मिलेगा तो ये सर्किल बदल जायेगा इस सर्किल में माफ़ कीजियेगा ये स्ट्रैट लाइन बदल जाएगी इस सर्किल में ये कांस्टेंट रिएक्टेंस स्ट्रैट लाइन इस कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्किल में बदल जाएगी ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस स्ट्रैट लाइन इस कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल में बदल जाएगी अतः ये एक तरह का रूपांतरण है स्ट्रैट लाइन्स का सर्किल में परन्तु दूसरा फायदा यह है की Z प्लेन का पूरा राइट हाफ याने की Z की वो वैल्यूज जिनके लिए r 0 से बड़ा है अब एक सर्किल के अंदर संलग्न हो जायेगा जिसकी रेडियस 1 है अतः दूसरे शब्दों में सभी निष्क्रिय इम्पीडेन्सेस अब इस सर्किल के अंदर केंद्रित हो जायेंगे और मैं इन सभी इम्पीडेन्सेस की एक छोटी जगह पर कल्पना कर सकता हूँ इस सबसे बड़े सर्किल के बाहर सबसे बड़े सर्किल से मेरा मतलब उस सर्किल से है जिसकी रेडियस 1 है इम्पीडेन्सेस का रियल पार्ट नेगेटिव होगा और वह एक्टिव डिवाइज से मेल खायेगा अतः ये ट्रांसफॉर्मेशन का अधिक विस्तृत रूप है जैसा की मैंने कहा ये हरी लाइन्स जो की उस सर्किल के अंदर सीमित हैं जिसकी रेडियस 1 है ये वास्तव में बड़े सर्किल के हिस्से हैं जैसा की आप देख सकते हैं इम्पीडेन्स जिसका कांस्टेंट रेजिस्टेंस 05 होगा वो ये बड़ा सर्किल होगा जो कि इस यूनिट सर्किल के बाहर होगा अतः जो मैं कह रहा था एक बार फिर उसे संक्षेप में बताता हूँ सभी निष्क्रिय डिवाइज जिनका गामा L ie रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट एक या एक से कम होगा वो सभी इस यूनिट सर्किल में सीमित हो जाएँगी जबकि सभी एक्टिव डिवाइज जिनका रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट एक से अधिक होगा वो सभी इस यूनिट सर्किल से बाहर होंगी अब हम इसका प्रभाव देखते हैं माना की हमारे पास एक लम्प एलिमेंट इंडक्टर है तो जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 होगी तब रेअक्टैंस भी 0 होगा और जैसे ही फ्रेक्वेंसी बढ़ेगी हम इस कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल के साथ बढ़ेंगे इस कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल की रेडियस यूनिटी होगी और हम इस कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल की परिधि के साथ बढ़ेंगे जब तक कि वो पॉइंट आ जाये जहाँ ओमेगा इंफिनिटी होगा अतः दूसरे शब्दों में स्मिथ चार्ट का बाये हाथ का हिस्सा शार्ट और दाये हाथ का हिस्सा ओपन होगा इसी तरह अगर हम कैपैसिटंस पर विचार करे तब ओमेगा जब 0 के बराबर होगा तब यह इनफ़ायनाईट इम्पीडेन्स रेअक्टैंस होगा और जब ओमेगा इनफ़ायनाईट होगा रेअक्टैंस 0 होगा अतः हम इस कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल के साथ बढ़ रहे हैं यह यूनिट सर्किल निचले हाफ के साथ अतः इनडकटेंस के लिए हम बढ़ते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी 0 से इनफ़ायनाईट जाती है हम ऊपरी आधे हिस्से के साथ बाये से दाये बढ़ते हैं और कैपैसिटंस के लिए हम निचले आधे हिस्से के साथ दाये से बाये बढ़ते हैं पुनः इनडकटेंस कि ही तरह ये हिस्सा कैपैसिटंस के लिए ये भाग शार्ट होगा और ये भाग ओपन होगा माफ़ कीजियेगा अब Z स्मिथ चार्ट के अनुरूप जो पिछला स्मिथ चार्ट हमने देखा था वो Z के बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित था और हम उसी तरह का एक और स्मिथ चार्ट ले सकते हैं जो Y के बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित हो अब जैसा हम देख सकते हैं कि Y स्मिथ चार्ट और Z स्मिथ चार्ट दोनों स्मिथ चार्ट्स के सेम पॉइंट्स या सेम इम्पीडेन्स इस नेगेटिव साइन कि उपस्थिति के आधार पर 1800 से रोटेट हो गए हैं अतः अगर हम मान ले कि ये हमारा सामान्य स्मिथ चार्ट है तो एक सामान्य स्मिथ चार्ट के लिए हमने देखा फार एंड शार्ट था और ये नियर एन्ड ओपन था इस Y स्मिथ चार्ट में फार एंड ओपन और ये नियर एन्ड शार्ट होगा और आप Y स्मिथ चार्ट को घुमा भी सकते हैं ताकि ये हिस्सा ओपन और ये हिस्सा शार्ट हो जाये अतः ये उसका सार है जो हमने देखा Y स्मिथ चार्ट प्राप्त किया जा सकता है Z स्मिथ चार्ट को इन्वर्ट करके रोटेटेड Y स्मिथ चार्ट में शार्ट और ओपन पोसिशन्स बदल जाती हैं अतः एक बार फिर हमने देखा कि Z स्मिथ चार्ट के लिए फार एन्ड छोटा और नियर एन्ड ओपन है और Y स्मिथ चार्ट के लिए फार एन्ड ओपन और नियर एन्ड छोटा है अब एक चीज़ जिस पर हमने ध्यान दिया वो यह है कि Z स्मिथ चार्ट को Y स्मिथ चार्ट कि रेस्पेक्ट में 1800से रोटेट कर दिया जाये उसके बाद हम दोनों को मिला दे तो जो बनेगा उसे हम ZY स्मिथ चार्ट कहते हैं जहाँ Z स्मिथ चार्ट की रेस्पेक्ट में एक पॉइंट Y स्मिथ चार्ट की पोजीशन रिक्वायरमेन्ट को भी संतुष्ट करेगा अब स्मिथ चार्ट व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं उन्हें इंटरनेट से भी डाउनलोड किया जा सकता है स्मिथ चार्ट की एक रोचक एप्लीकेशन इम्पीडेन्स और इम्पीडेन्स ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है एक वास्तविक स्मिथ चार्ट में जो होता है वो कुछ इस तरह का फिगर होता है छोटे चिन्हो के साथ विभिन्न लाइनों के अपने रेअक्टैंस और नोर्मालाइज़्ड रेअक्टैंस वैल्यूज होती हैं और बीच की लाइन के विभिन्न चिन्ह नोर्मालाइज़्ड रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं अगर आप लोड का VSWR जो की रिफ्लेक्शन केफीसिएंट गामा है उसे निकालना चाहते हैं और जो की स्मिथ चार्ट पर कुछ इस तरह प्लाट किया गया है तो सीधे VSWR निकलने का एक आसान तरीका है आप ये करते हैं की आप एक सर्किल बनाते हैं उस पॉइंट पर जो की x एक्सिस को एक निश्चित पॉइंट पर काटता है और x एक्सिस पर जो रीडिंग है रीडिंग लम्बाई या दूरी नहीं इस विशेष इम्पीडेन्स के लिए स्मिथ चार्ट की वास्तविक रीडिंग VSWR होगी यहाँ हम पहले हफ्ते के मॉड्यूल 4 को समाप्त करते हैं